RLऔर Vi यह होगा तो वह होगा बीटा reIB तो यदि आप देखें IB और बीटा एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और इस विशेष अभिव्यक्ति के लिए Vi होगा अगर आप इक्विवेलेंस इंपेडेंस को Rin के बराबर करें और यह सोस वोल्टेज यहां जुड़ा है तो वोल्टेजसिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल का इस्तेमाल करके और अब यदि आप इस अभिव्यक्ति को सरल बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरह से वोल्टेज गेन मिलेगा और आगे अगर आप RC और RL और re का मान डालते हैं तो फिर से आप इस तरह से अभिव्यक्ति प्राप्त करें गे अब यहां सोर्स रजिस्टेंस माइक्रोवेव क्षेत्र के लिए 50 है क्योंकि सभी सोर्स की एमपीडांस 50Ω हैअब इस गेन को तय करने वाला अन्य पैरामीटर Rin है और यह निर्भर करता हैR1 और R2 पर अब R1 और R2 का मान क्या होना चाहिए